कीवर्ड्स सिलेंडर प्रवाह नियंत्रण वाल्व पायलट दबाव दबाव अंतर लूप फीडबैक नियंत्रण सर्वो वाल्व अब हम सर्वो वाल्वों पर आते हैं वे आम तौर पर विमानन अनुप्रयोगों के लिए विकसित किए गए थे क्योंकि विमानन में आपको बहुत सटीक चालें चलनी होती हैं इसमें से बहुत भारी भार के खिलाफ विमान के इस नियंत्रण सतहों का जो वायुगतिकीय है जिसकी वजह से विमान वायुमंडल के माध्यम में भारी गति से आगे बढ़ रहा है इसलिए उच्च भार के खिलाफ सटीक गति का निर्माण किया जाना है इन उद्देश्यों के लिए सर्वो वाल्वों को मूल रूप से विकसित किया गया है यह कुल बंद लूप नियंत्रण तकनीक है आप नहीं चाहते हैं विशेषता बदलने की सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से है आपके पास उच्च शक्ति वजन अनुपात के लिए इलेक्ट्रिक ड्राइव सटीकता कंप्यूटिंग इंटरफ़ेस लचीलापन प्रोग्रामबिलिटी और हाइड्रोलिक्स जैसे पिछले सभी फायदे हैं तो क्या है मूल विचार क्या है एक बहुत ही विशिष्ट बहुत सरल प्रकार का सर्वो वाल्व देखें यहां क्या हो रहा है मान लीजिए कि आप इसे स्थानांतरित करते हैं यह रॉड ठीक है यदि आप इस लीवर को खींचते हैं तो यह इस तरह से आगे बढ़ेगा जैसे जैसे यह आगे बढ़ता है क्या होने वाला है यह पोर्ट इसे इस से जुड़ जाएगा और टैंक अंत में हैं आप कल्पना कर सकते हैं कि टैंक यहां हैं तो रिटर्न स्ट्रोक को नियंत्रित किया जा रहा है टैंक पर जा रहा है यही वह तरीका है जिससे द्रव बहेगा अब दिलचस्प बात यह है कि फीडबैक कहां है दिलचस्प बात यह है कि लोड बॉडी से जुड़ा है अपने इसे खींचा स्पूल को इस तरफ खींचा सिलेंडर किस तरफ जाएगा यह उस ओर जाएगा इसलिए लोड भी उस तरफ जाएगा और लोड बॉडी से जुड़ा है अब बॉडी भी उस तरफ जाएगी यह बॉडी स्पूल नहीं स्पूल लीवर से जुड़ा होता है और बॉडी लोड से जुड़ी होती है इसलिए बॉडी मूव करेगी बॉडी का मूवमेंट वास्तव में स्पूल के मूवमेंट की तरह दूसरे दिशा में होता है जैसे प्रवाह खुलाव वास्तव में सापेक्ष गति से होता है इसलिए यदि बॉडी इस दिशा में आगे बढ़ता है तो फिर से यह प्रवाह यह वाल्व बंद हो जाएगा इसलिए आप देखते हैं कि पिस्टन की एक विशेष पोजीशन है या लोड की एक पोजीशन फिर से बंद हो जाएगी जब तक कि यह बंद नहीं हो जाता प्रवाह होना और वेग होना है भार इसी तरह चलता रहेगा यदि आप चलते हैं तो लीवर को स्थानांतरित करें वाल्व एक दिशा में आगे बढ़ने वाला है फिर अंत में आना और रुकना है यह फीडबैक है इसलिए यह है यह एक विशिष्ट है आप जानते हैं बहुत ही सरल यांत्रिक व्यवस्था सर्वो वाल्व सही है विभिन्न प्रकार के सर्वो वाल्व हैं उदाहरण के लिए आपके पास दो चरण वाल्व हो सकता है सही है तो क्या होता है एक में दो चरण वाल्व में क्या होता है दो में क्योंकि आप हैं आप चाहते हैं विशाल शक्ति को नियंत्रित करना इसलिए अंतिम चरण वाल्व वास्तव में बहुत बड़ा है इसलिए इसके स्पूल को स्थानांतरित करने के लिए भी आपको एक और सर्वो वाल्व की आवश्यकता होती है आप देखते हैं आपको एक एक्ट्यूएटर की आवश्यकता है इसलिए यह पहला चरण है यह पहला चरण है तो आप वास्तव में अपना नियंत्रण इनपुट यहां देते हैं इसलिए यदि आप इसे स्थानांतरित करते हैं आप इसे इस तरह से धक्का देते हैं तो यह पोर्ट खुल जाएगा और यह पोर्ट खुल जाएगा इसलिए जब यह नीचे जाएगा तो सिलेंडर नीचे जाएगा फिर क्या होने वाला है इससे जुड़ जाएगा और यह उससे जुड़ जाएगा यह मुख्य वाल्व है यह पायलट वाल्व है अर्थात एक वाल्व है जो दूसरे वाल्व को चलाता है ठीक उसी तरह आप एक कार के पायलट का अधिकार जानते हैं पायलट वास्तव में नेता है जो ड्राइव करेगा इस तरह से यह ड्राइविंग वाल्व है और यह चालित वाल्व है और बदले में यह पोर्ट शायद कनेक्टेड ये दो पोर्ट ए और बी हो सकते हैं मुख्य एक्ट्यूएटर से जुड़े होंगे जो कि बहुत भारी भार हो सकता है ठीक है इसलिए इस तरह से आपको पावर एम्प्लीफिकेशन मिलता है तो यहाँ एक है यहाँ दो प्रकार के सर्वो वाल्व निर्माण का असामान्य प्रकार है देखें कि क्या हो रहा है आपके पास पहले दो प्रकार के दबाव नोड हैं सबसे पहले आप मुख्य वाल्व कहाँ हैं और पायलट वाल्व कहाँ है तो यह पायलट वाल्व है और यह मुख्य वाल्व है यह ध्यान देने वाली पहली बात है जो पायलट वाल्व को स्थानांतरित करता है यह सोलनॉइड है वास्तव में यह स्पूल से जुड़ा हुआ है जिसे दिखाया नहीं गया है इसलिए हम भागों की पहचान करेंगे सही है ऐसा ही होता है मान लीजिए कि आप सोलेनोइड को झुकाते हैं कुछ टार्क मोटर की व्यवस्था की तरह है यह देखेंगे कि क्या है यह इस तरह से वाल्व को धक्का देगा अब आप देखते हैं कि एक नियंत्रण है प्रेशर इसलिए कंट्रोल प्रेशर आएगा और यह वॉल्व इस छोर पर जाएगा इसलिए प्रेशर यहां गिरेगा यहां आकर यहाँ आके प्रेशर बनाया तो आप देखते हैं कि यहाँ दबाव क्या है यहाँ दबाव पीसी है लेकिन यहाँ दबाव पीसी नहीं है क्योंकि इसे इस वाल्व से गिरना है इसलिए यह पीसी से कम होने वाला है वास्तव में ऐसा तब है यदि यह पक्ष है पीसी और अगर वहाँ है और अगर यह पक्ष पीसी से कम है और फिर भी इसे इस तरह से स्थानांतरित करना है तो यहाँ पर शुद्ध बल यहाँ के शुद्ध बल से अधिक होना चाहिए इसलिए क्षेत्रों को नियंत्रित किया जाना चाहिए इसलिए यहाँ का क्षेत्र वास्तव में दो बार है A और यहाँ का क्षेत्र A है इसलिए इस दबाव को स्थानांतरित करने के लिए केवल PC2 का होना आवश्यक है यहाँ दबाव केवल PC2 के लिए आवश्यक है इसलिए जिस क्षण यह PC2 से ऊपर हो जाता है यह वाल्व इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा अब जब यह वाल्व इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा आप देखते हैं कि यह अंतिम एक्ट्यूएटर है यह मोटर है फिर जब यह वाल्व इस तरह से आगे बढ़ेगा तब क्या होगा शायद यह पोर्ट यहां से जुड़ जाएगा और यह पोर्ट यहां से कनेक्ट हो जाएगा तो आप मोटर से जुड़ा पंप और टैंक मिलेगा अब फीडबैक कहाँ है यहाँ इस चीज़ में फीडबैक है यह फीडबैक एलिमेंट है यह स्पूल इस चीज़ को इस तरह पुश करने वाला है जब यह यहाँ धकेलता है तो एक फलक्रम होता है फलक्रम देखें यहाँ पुश करता है तो फिर से स्पूल को धक्का देगा स्लीव को स्पूल को नहीं इसलिए स्पूल को इस तरह धकेला जा रहा है और यह यह फीडबैक तत्व स्लीव्स को पुश करता है यह स्लीव्स को पुश करने वाला है इस तरह तो फिर से स्लीव की इस गति की सापेक्ष गति स्पूल के सापेक्ष गति को अशक्त कर देगी जो कि करंट द्वारा बनाई गई थी इसलिए फिर से एक निश्चित पोजीशन में एक निश्चित एक निश्चित अंतराल पर फिर से पीसी2 PC2 हो जाएगी इसलिए अब जब यह पल में पीसी2 PC2 हो जाता है इस पर कोई बल नहीं है और यह रुक जाएगा तो यह उस पोजीशन में है जब यह बंद होने की बात आती है एक निश्चित मात्रा में ओपनिंग होता है और इसके आधार पर जब आपके पास एक निश्चित ओपनिंग की मात्रा होती है तो आपके पास प्रवाह की एक निश्चित मात्रा होती है या कुछ मात्रा दबाव इसलिए आप मोटर को उस प्रवाह दर या उस गति से चलाने जा रहे हैं यह दो चरण वाले सर्वो वाल्व का संचालन है इससे पता चलता है कि यह दिखाता है यह उस फीडबैक व्यवस्था का थोड़ा सा विश्लेषण है अर्थात यदि मान लें कि आपके पास यह है यह एक वाल्व है और यह एक एक्ट्यूएटर है यह एक कनेक्टिंग लिंक है तो आप यहां एक इनपुट मोशन देते हैं क्या होगा यह शुरू में इस तरह से शिफ्ट होगा जिस पल यह शिफ्ट होता है पंप इससे जुड़ जाता है और टैंक इससे जुड़ जाता है एक्ट्यूएटर इस तरह से आगे बढ़ता है जब एक्ट्यूएटर इस तरह से आगे बढ़ता है तो डब्ल्यू आगे बढ़ता है और वह कोशिश करेगा इसे रखने की इसे ऊपर रख देगा इसलिए यह जो कारण बनाया गया था वह इस कारण प्रभाव को शून्य कर देगा इसलिए यह एक नकारात्मक फीडबैक अवस्था और स्थिर है इसलिए यदि आप इस Z की गति का विश्लेषण करना चाहते हैं जो अंत में प्रवाह का निर्माण करती है तो आपको यह समझना होगा कि आपको इसे इस तरह से देखना होगा इसे देखें पहले आप कल्पना करते हैं कि वहाँ हैं वास्तव में दो इनपुट हैं और यह वह गति है जिसका आप विश्लेषण करना चाहते हैं इसलिए सबसे पहले आप सुपरपोज़िशन लागू करते हैं इसलिए सबसे पहले आप यह मानते हैं कि डब्ल्यू 0 है और एक्स लगाया जाता है तब इस बारे में यह रॉड आगे बढ़ने वाली है क्योंकि 0 है इसलिए इससे पिवोटेड है जो कुछ गति पैदा करेगा आगे आप कल्पना करते हैं कि X निश्चित है और W चल रहा है आप कल्पना करते हैं कि X इस तरह चल रहा है इसलिए यह है यदि आप छोटे गतियों के लिए कर सकते हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये दो गतियां हैं जो गतियां बनाई जाएंगी और शुद्ध गति उसी का परिणाम होने वाली है तो अब आप समझ सकते हैं यदि डब्ल्यू फलक्रैम है और यदि एक्स लगाया जाता है तो एक राशि लागू होती है गति क्या होगी यहाँ सही है होने जा रहा है जोकि होने जा रहा है दूसरी ओर यदि आप इसे लागू करते हैं तो इसे ठीक करें और यहाँ एक गति Y लागू करें यह Y है तो यहाँ क्या गति होने जा रही है यह होने जा रही है मान लीजिए कि मोशन है अंत में आपको मिलता है तो अंतिम गति Z क्या है तो आपके पास एक प्रभावी फीडबैक व्यवस्था है जहां क्या आ रहा है यह गति एक्स द्वारा बनाई गई गति है यह फीडबैक डब्ल्यू द्वारा बनाई गई गति है और यह किसी भी समय शुद्ध गति जेड है जो बनाने जा रहा है गति एक प्रवाह बनाता है और यह प्रवाह लाभ है इसलिए यह एक बड़ा वोलूमेट्रिक प्रवाह बनाने जा रहा है जो कि एपी को विभाजित करेगा आपको रेखीय गति देगा एपी जो पिस्टन का क्षेत्र है एकीकृत है 1एस 1S आपको विमान की गति प्रदान करेगा इसलिए यह नियंत्रण प्रणाली है जो प्रभावी है और यहां स्थानांतरण फ़ंक्शन है इसलिए बीच में स्थानांतरण फ़ंक्शन आप देख सकते हैं कि अब वाई द्वारा एक्स के बीच परिवर्तन वास्तव में है स्थिर अवस्था में s जा रहा है 0 पर जाएं यह a b a होने जा रहा है और यह पहले ऑर्डर ट्रांसफर फ़ंक्शन की तरह कार्य करेगा तो यह किसी भी फीडबैक की मूल गतिशीलता है आपने विभिन्न प्रकार के देखें है लिंक लिंकेज प्रकार की फीडबैक व्यवस्थाओं को जानते हैं यह एक ऐसी फीडबैक व्यवस्था का बुनियादी विश्लेषण है और एक विशिष्ट मामले में ऐसा विश्लेषण बनाया जा सकता है ठीक है आगे हम एक अन्य प्रकार के सर्वो वाल्व को देखते हैं जो एक फ्लैपर प्रकार का सर्वो वाल्व है आप देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ फिर से क्या हो रहा है वाल्व है वाल्व यहाँ दबाव डालकर स्थानांतरित किया जा रहा है या यहाँ दबाव आपको एक अंतर दबाव बनाना है आप उस दबाव को कैसे बनाते हैं जैसे यह है यह एक हजार पीएसआई है आप जानते हैं कि प्रतिबंधक है यह दबाव को कम करने वाला वाल्व है इसलिए बस एक श्रृंखला बाधा है तो दबाव होगा जबकि प्रवाह बहने से यहां दबाव कम हो जाएगा और यह इन दो छोरों पर 500 पीएसआई जैसा दबाव होगा जब यह एक फ्लैपर नोजल है ठीक है इसलिए जब यदि इस फ्लैपर की मुख्य स्पूल गति है तो इस बिंदु पर दबाव बढ़ने वाला है यदि यह इस तरफ है और उस तरफ का दबाव गिरने वाला है तो यह एक अंतर दबाव बनाएगा और यह स्पूल को स्थानांतरित करेगा यह मूल सिद्धांत है और आप इस गति को कैसे बनाते हैं आप इस गति का निर्माण करते हैं जिसे टार्क मोटर कॉइल के रूप में जाना जाता है कभी कभी जो कहा जाता है उसे टॉर्केड कहते है या कभी कभी कहा जाता है एक टार्क मोटर जो फ्लैपर की माइनसक्यूल गति बना सकता है फ्लैपर नोजल का फायदा यह है कि उनका लाभ बहुत अधिक है बहुत छोटी गति भी बहुत अधिक दबाव अंतर पैदा कर सकती है जिससे कि वे बहुत संवेदनशील डिवाइस हैं अगला है आप यहाँ देखते हैं टार्क का निर्माण देखने को मिलता है आप देखते हैं कि यह टार्क का निर्माण है इसलिए जब ऐसा होता है तो आप यहाँ एक एस पोल बनाते हैं और फिर एन पोल बनाते हैं और एन पोल यहाँ कि जिस तरह से घाव है इसलिए और इसलिए क्या होता है अब आपके पास यह पोल शू है इसलिए यदि आप इस तरह से धाराएं भेजते हैं तो यह रेपल होने वाला है और आकर्षित करने जा रहा है इसलिए स्टाल्कर थोड़ा झुकेगा यहाँ थोड़ा झुकाव होगा और यह झुकाव है जो होगा यह जुड़ा हुआ है यह फ्लैपर फ्लैपर प्लेट है इसलिए यह वह तरीका है जिससे आप फ्लैपर को नियंत्रित करते हैं यह एक तस्वीर है आप जानते हैं कि मोग एक बहुत एक कंपनी है जो इस तरह के वाल्वों की एक बहुत प्रसिद्ध निर्माता है इसलिए यह उनकी वेबसाइट से सिर्फ एक तस्वीर है यह एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है जिसे आप डायरेक्ट ड्राइव वाल्व के रूप में जानते हैं इसलिए आपके पास है देख सकते हैं कि विभिन्न भागों में यह इलेक्ट्रॉनिक्स है यह वास्तविक सर्वो वाल्व है जिसे कॉइल के रूप में जाना जाता है जो स्पूल को खींचेगा और यहाँ पोजीशन सेंसर है जो आमतौर पर LVDT है आपके पास कभी कभी एक स्प्रिंग होता है और यह वह जगह है जहाँ आप कनेक्शन बनाते हैं आपको विभिन्न भागों को दिखाने के लिए है वे वास्तविक ज्यामितीय कैसे वास में पैक किए जाते हैं ये बहुत कॉम्पैक्ट डिवाइस हैं आप बंद लूप पोजिशन कंट्रोल कैसे करते हैं यह बहुत ही सरल है यह एक पोजिशन लूप है आपके पास एक आनुपातिक या सर्वो वाल्व है जो इस इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा संचालित है और लोड को ले जाता है यह सिलेंडर है जोकी संवेदक द्वारा लोड की पोजीशन को संवेदित करता है पोजीशन आमतौर पर LVDT है कभी कभी पोटेंशियोमीटर एक रिज़ॉल्वर होगा यदि यह रोटरी है और इन दोनों की तुलना की जाती है और त्रुटि डाली जाती है इसका एक मानक पोजीशन लूप रैंप जनरेटर का उपयोग कभी कभी किया जाता है क्योंकि इस तथ्य को आपको एम्पलीफायर को संतृप्त करने की आवश्यकता नहीं है आपको भार नहीं चाहिए आप नहीं कर सकते हैं जो उन्हें बनाता है उन्हें झटके नहीं देना चाहिए उपकरण को नुकसान कर सकता है भार को नुकसान हो सकता है इसलिए जब भी कोई पोजीशन संकेत बदलना पड़ता है तो कभी कभी आपको उस दर को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है जिस पर उसे जाना चाहिए आप इस तरह की प्रणाली को आम तौर पर कदम संकेत नहीं देते हैं यदि आपके पास एक रैंप जनरेटर है आप एक प्रणाली से दूसरे के लिए जाना चाहते हैं आप धीरे धीरे एक रैंप के माध्यम से जाते हैं जो उस वेग स्तर पर निर्भर करता है जिसे आप इस लोड पर रखना चाहते हैं यह उस लूप के वाल्व के ब्लॉक डायग्राम की व्यवस्था है आप देखते हैं कि ये विद्युत लाभ हैं ये विद्युत सर्किट लाभ है यह सेंसर लाभ है यह वाल्व लाभ है तो यह ऑन है यह वर्तमान के लिए वाल्व की विशेषता KQ प्रवाह है जब आपके पास एक निश्चित प्रवाह होता है तो वह प्रवाह अंदर जाता है इसलिए क्षेत्र द्वारा प्रवाह आपको वेग और वेग देगा एकीकृत देगा आपको पोजीशन यह एक ब्लॉक आरेख की तरह है इसी तरह प्रवाह जो आप कर रहे हैं यह मान लेना ठीक था कि केक्यू के नाम मात्र मूल्य जिसे आप जानते हैं के कारण आप समझ रहे है कभी कभी यह प्रवाह थोड़ा बदल सकता है अगर आपूर्ति दबाव का पंप बदल जाता है इसलिए मॉडल के लिए उन्होंने एक दबाव अशांति ब्लॉक रखा है यदि आप चाहते हैं ये आप जानते हैं कि मुझे खेद है क्योंकि ये आम तौर पर बहुत सटीक नियंत्रण उपकरण हैं इसलिए गतिशीलता को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर इतना भार अभिनय है इस पर इतना बल अभिनय करता है कि यह गतिशीलता वास्तव में प्रभावित कर सकती है उदाहरण के लिए एक विमान में अधिनियम की गतिशीलता बहुत महत्वपूर्ण है तो आपके पास एक इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक एयरोस्पेस एक्ट्यूएटर में एक समान ब्लॉक है यह अंतिम है आप उपयोग करते देख सकते हैं आपका कहना है नियंत्रण सतह एक विशिष्ट है जो वास्तव में एयरोस्पेस में उपयोग किया जाता है बहुत सटीक एक्टुएटर्स यह सिलेंडर है जिसे कभी कभी रैम कहा जाता है यह सिलेंडर एक सर्वो वाल्व द्वारा संचालित होता है सर्वो वाल्व एक बल मोटर द्वारा संचालित होता है यह कुंडल है जो वाल्व के स्पूल को चलाता है और जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्वो एम्पलीफायर द्वारा संचालित है तो विभिन्न फीडबैक एं हैं एक वर्तमान फीडबैक है जो इसके जो इसके अंदर है बल मोटर करंट को संवेदन और वापस यहां भरा जाता है फिर हाइड्रोलिक सर्वो वाल्व स्पूल की एक स्पूल पोजीशन फीडबैक होती है और अंत में वास्तविक नियंत्रण सतह रैंप पोजीशन फीडबैक वहां होता है तो ये कैस्केड लूप्स से जुड़े हैं आप वहां देख सकते हैं हम इसे बहुत विस्तार से नहीं करेंगे लेकिन विशिष्ट ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स उन सभी का उपयोग करते हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ तत्व हैं उदाहरण के लिए आपको सर्वो एम्पलीफायरों और VI कन्वर्टर्स का उपयोग करना होगा और फिर आपको विभिन्न प्रकार के फिल्टर की आवश्यकता होगी क्योंकि आप विशेष रूप से नहीं करते हैं आप अपने सिस्टम को इनपुट देने से बचना चाहते हैं जिससे अनुनाद जैसी चीजें हो सकती हैं इसलिए उस दृष्टिकोण से आपको अपने इनपुट में कुछ आवृत्तियों को काटना होगा और यही कारण है कि आपको विभिन्न प्रकार के नोच फिल्टर की आवश्यकता है इसलिए एक नाम लोड अनुनाद नोच है इसलिए यदि आप हाइड्रोलिक सिस्टम का उपयोग करके पिघला हुआ स्टील ले जा रहे हैं तो निश्चित प्राकृतिक आवृत्ति है यदि आप स्पिलओवर के साथ पिघले हुए स्टील की तुलना में उस आवृत्ति पर इनपुट देते हैं तो स्थानांतरित कर उस आवृत्ति को काटने वाले हैं जोकि नहीं होगा लिक्विड स्टील में या कुछ और तरंगें पैदा नहीं होंगी इन उद्देश्यों के इनपुट को निश्चित आवृत्तियों के साथ काट दिया जाना चाहिए यह विशिष्ट लूप है यदि आप स्पूल डायनेमिक्स देखते हैं तो यह बहुत सरल है स्पूल पर कार्यरत एक बल होता है जो कॉइल द्वारा बनाया जाता है यह एक निश्चित मात्रा में त्वरण बनाता है इसलिए यह त्वरण है यह वेग है इसलिए आपके पास घर्षण फीडबैक है और फिर यह फ़ाइनल स्पूल पोज़िशन है आपके पास दो प्रकार की फीडबैक है जो एक स्प्रिंग हो सकती है कभी कभी हमने देखा है कि हमारे पास सेंटरिंग स्प्रिंग्स जुड़े हुए हैं इसलिए आपके पास स्प्रिंग फोर्स है और आपके पास एक बर्नौली बल है जो कि हो रहा है जो वाल्व के माध्यम से बहने वाले तरल पदार्थ के कारण स्पूल पर एक बल होता है तब स्पूल पर कुछ बल कार्य करता है ये फीडबैक तत्वों के रूप में कार्य करती हैं यह स्पूल की गति बनाता है इसी तरह रैम में स्पूल की गति रैम में प्रवाह आपूर्ति दबाव और स्पूल पर निर्भर करता है इसलिए आप देखते हैं कि यह रैम में इनलेट तरल पदार्थ और आउटलेट तरल पदार्थ क्या है यदि रैम की गति x RAM है और यह सिलेंडर का क्षेत्र है तो यह द्रव है जो बाहर जा रहा है अंतर है अंत में और यह अंतर वास्तव में कारण बनता है जो बल बनाता है बल निर्मित होता है तरल पदार्थ के संपीड़न से इसलिए शुरू में थोड़ा द्रव भरा हुआ संपीड़न होता है और क्योंकि थोक मॉडुलुस इतना अधिक होता है ताकि तुरंत बहुत दबाव पैदा हो और वह क्षेत्र से कई गुना बढ़ जाए बल मिलता है जो कि सिलेंडर पर अभिनय बल होता है सिलेंडर पर भी भार होता है इसलिए अंतर वास्तव में सिलेंडर को तेज करता है और गति पैदा करता है तो एक प्रकार की गतिशीलता है जो आपके पास हाइड्रोलिक सिलेंडर पर है और उन्हें ठीक से नियंत्रित किया जाना है इसलिए हम पाठ के अंत में आ गए हैं हमने फूलों के दबाव और नियंत्रण वाल्वों को देखा है हमने हाइड्रोलिक सिलेंडर आनुपातिक वाल्व सर्वो वाल्व और कुछ हाइड्रोलिक सक्रियण प्रणालियों को देखा है विचार करने के लिए अंतिम बिंदु हाँ एक सल्वो वाल्व और आनुपातिक वाल्व के बीच क्या अंतर है क्या यह फीडबैक के संदर्भ में है क्या यह प्रदर्शन सटीकता के संदर्भ में है क्या यह संरचना ड्राइव वाट के संदर्भ में है के प्रमुख घटकों की पहचान करें एक हाइड्रोलिक एक्टिवेशन सिस्टम प्रमुख में से एक है यह मूल प्रश्न आपको उत्तर देने में सक्षम होना चाहिए यह उद्देश्यों में से एक है बुनियादी निर्देशात्मक उद्देश्य दो चरण सर्वो वाल्व के निर्माण का स्केच करिये यह कुछ समय लेगा लेकिन इसके बारे में सोचें कि यह कैसे काम करता है विशेष रूप से फीडबैक कैसे काम करता है हमारे वाल्व के पायलट संचालन की आवश्यकता क्यों है क्या आप कुछ वास्तविक अनुप्रयोग के बारे में सोच सकते हैं और एक प्रवाह नियंत्रण वाल्व के संचालन की व्याख्या कर सकते हैं यह दिलचस्प है कि कैसे प्रवाह को एक यांत्रिक व्यवस्था द्वारा दबाव भिन्नता के बावजूद नियंत्रित किया जाता है जो आज हमें हमारे पाठ के अंत में लाता है आपको बहुत बहुत धन्यवाद